मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज हम केन्या में अस्थायी आश्रय पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यह विशेष व्याख्यान डाइफड ऑब्रे के महत्वपूर्ण योगदान में से लिया गया है जो कि बिल्ड बैक बैटर श्रृंखला के अध्याय 9 में प्रस्तुत हैं जिसे माइकल लियोन थियो स्कर्लेमैन और कैमिलो बानो द्वारा संपादित किया गया है वह अस्थायी आश्रय के बारे में बात करता है जो भागीदारी पुनर्निर्माण में योगदान देता है यह अस्थायी संक्रमण आश्रय के बीच और भागीदारी के साथ जुड़ा है और कैसे यह स्थायी प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है केन्याई हालत की पृष्ठभूमि यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है परंतु यह विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा के लिए मानव निर्मित स्थिति है जब आप प्राकृतिक आपदा या जोखिम घटना को देखते हैं यहां तक कि जोखिम के दस्तावेज या सी आर ई डी रिपोर्ट भी यह कहते हैं कि लगभग 75 से 80 से अधिक आपदाएं राजनीतिक हिंसा के माध्यम से होती हैं इसलिए आज हम विशेष रूप से आश्रय प्रावधान के संदर्भ में राजनीतिक हिंसा के परिणामों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैसे आयोजित किया गया है और इसे राष्ट्र स्तर पर कैसे बढ़ाया गया है और उन्हें किस तरह की प्रतिक्रियाएं समझते हैं 2007 और 2008 में पूर्व राष्ट्रपति मवई किबाकी को 27 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति चुनावों का विजेता घोषित किए जाने के बाद देश के भीतर विभिन्न जातीय समूहों के साथ साथ लगभग भारी राजनीतिक झड़पें हुईं और लगभग 1200 लोगों के मारे जाने की सूचना है लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए जो कि मानवीय मामलों की संयुक्त राष्ट्र कार्यालय समन्वय के अनुसार है आदर्श रूप से इसकी 3 श्रेणियां हैं पहले सभी दुकानों वाणिज्यिक परिसरों और घरों को जलाया और लूटा गया तो उपद्रवी भीड़ शहर में आई और उन्होंने शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया सार्वजनिक संपत्ति एवं वाणिज्यिक संपत्ति को जलाना शुरु कर दिया यह एक प्रकार का हमला है और दूसरा विपक्षी समर्थकों द्वारा रिफ्ट वेली में छोटे किसानों और भूस्वामियों पर हमला किया गया सरकारी समर्थक मानकर उन्हें क्षेत्र से हटाने के उद्देश्य से यह किया गया विपक्षी दल इन सभी लोगों को मूल से निकालने का प्रयास करते हैं तीसरा हिंसा का स्वरूप प्रतिशोध और मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों पर लक्षित था लोगों को संदेह है कि ये विपक्षी समर्थकों का हिस्सा रहे हैं इसलिए पीड़ितों के 3 स्वरूप का विश्लेषण किया गया है रिफ्ट घाटी जो कि प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र है केन्या में 8 प्रांतों में से 5 का विस्थापन प्रभावित हुआ है हमारे 8 प्रांत हैं और जिन्हें विशेष रूप से नाकुरु ट्रांस नाज़िया और यासीन गिशु जिलों में दरार घाटी प्रांत माना जाता है इस तरह के विद्रोही समूहों के बाद उन्हें संपत्तियों को नष्ट करने और लोगों पर हमला करने के लिए मजबूर किया इसने बहुत बड़ा सामाजिक विनाश किया है किसी तरह की स्थितियों में स्पष्ट रूप से किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं तत्काल प्रतिक्रिया कैसे लोगों को इस तरह के झटके और संकट का सामना करना पड़ता है उनमें से कुछ वे अपने मेजबान परिवारों की ओर रुख करते हैं या ऐसे लोग जो विभिन्न स्थानों से प्रवासी हैं वे अपने स्थानों पर वापस जाते हैं पुलिस थानों और चर्चों में सहज शिविरों की स्थापना करते हैं क्योंकि धार्मिक भवन स्कूल पुलिस स्टेशन ये कुछ स्थान हैं जहाँ वे अपनी रक्षा कर सकते हैं और वे कम से कम कुछ जातीय समूह इकट्ठा कर सकते हैं जिन्हें पुलिस स्टेशन या धार्मिक शासन के संरक्षण से संरक्षित किया जा सकता है इस तरह उन्होंने कुछ शिविरों की स्थापना शुरू की कई लोगों ने अपने पूर्वजों के घरों में जाने की मांग की जो न्यानजा पश्चिमी और मध्य प्रांतों में हैं वे अपने पैतृक घरों में वापस चले जाते हैं इस तरह वे कुछ समय के लिए खुद को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं जो आप देख रहे हैं वह यहां के बड़े क्षेत्रों के बारे में है यह लगभग 30000 से अधिक लोगों की आंतरिक विस्थापित आबादी है पूरे आईडीपी चक्र में 10000 से 30000 के बीच मध्यम श्रेणी है और 1000 निम्न श्रेणी है पूरी प्रक्रिया में प्रभावित 8 प्रांतों में से 5 विस्थापित हुए हम देख सकते हैं कि 2009 में 3 लाख 13921 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित करके उनके समुदायों में एकीकृत किया गया लेकिन उनमें से बाकी 296 को विभिन्न शिविरों में तैनात किया गया यह वह शिविर है जो एक अस्थायी आश्रय स्थल है चाहे वह छोटा आश्रय हो या प्लास्टिक की चादर या तिरपाल शीट या एक प्रकार का शंक्वाकार आश्रय जहाँ वे एक विशाल समूह और कुछ बुनियादी सेवाओं में समायोजित करने का प्रयास करते हैं इस समूहों में उन शिविरों को कुछ बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं सरकार ने हालात को कैसे संभाला विशेष कार्यक्रमों के लिए केन्या सरकार के राज्य मंत्रालय जिसे हम एम ओ एस एस पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्पेशल प्रोग्राम्स कहते हैं इस कार्यालय का उद्देश्य केन्या के भीतर जोखिम में कमी के उपाय और आपदा प्रबंधन का नेतृत्व प्रदान करना है और इसने आईडीपी यानी अंतर्राष्ट्रीय विस्थापितों और पुनर्वास प्रक्रिया की देखरेख की है इसलिएयू एन एस सी आर ने भी के आर सी एस का समर्थन किया है जो की केन्याई सरकारी एजेंसी है जिसका गठन पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए किया गया है और उन्होंने कुछ इस तरह का समर्थन दिया है इसलिए केन्याई सरकार ने सोचा है कि वे इस पुनर्वास प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी यू एन एस सी आर से कुछ सहायता मिली है लेकिन सरकारी व्यवस्था की पदानुक्रम के संदर्भ में एक तरफ हमारे पास प्रांतीय प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं जो आंतरिक सुरक्षा पहलुओं को देखते हैं और वह आगे प्रांतीय आयुक्त के साथ निर्देशित हैं जैसे कि मैंने कहा 8 प्रांत है इसलिए प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व एक प्रांतीय आयुक्त द्वारा किया जाता है यह आगे जिले में परिलक्षित होता है प्रत्येक प्रांत को अलग अलग जिलों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक जिले को फिर से उपखंडों में विभाजित किया गया है और हर जिले का नेतृत्व जिला आयुक्त करता है और फिर से प्रत्येक डिवीजन अलग अलग गांवों से बना है और गांव के स्तर को देखने के लिए प्रमुख का गठन किया गया है लेकिन अब इस आईडीपी प्रक्रिया में इन व्यक्तियों का आंतरिक विस्थापन के लिए सबसे पहले व्यक्तियों की पहचान कैसे करनी है कौन सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो शिविरों या संक्रमणकालीन केंद्र में रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है हम नुकसान का और रेखा चित्रकर आकलन कैसे कर सकते हैं हालांकि यह सभी उपसमूहों के समन्वय में प्रांतीय आयुक्त की जिम्मेदारियों के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है जो जिला स्तर पर मुख्य स्तर है इसलिए वे एक प्रकार के ऊर्ध्वाधर समन्वय को देख सकते हैं साथ ही एआरसीएस और मानवीय अभिनेताओं को आईडीपी शिविरों को स्थापित करने और प्रबंधित करने ग्रामीण स्तर की शांति बनाने सामंजस्य समितियों को सक्रिय करने के लिए पूरा समर्थन है तो ये सभी एक तरह की नौकरशाही प्रणाली है प्रत्येक समूह कैसे जी रहा है और प्रतिक्रिया कर रहा है इस तरह के आईडीपी सेटअप के लिए कैसे सहायता दे पा रहे हैं इसलिए शुरू में सरकार द्वारा केन्या में 10000 का एक मुआवजा पैकेज जारी किया गया है जो लगभग 100 यूरो प्रति आईडीपी घर के बराबर है और इसके उपरांत नष्ट हुए घर के लिए प्रत्येक घर को 25000 अधिक धनराशि दी गई इस तरह उन्होंने लगभग 250 यूरो 100 यूरो दिए यह एक प्रकार का मुआवजा पैकेज है लेकिन तब यह बहुत सफल नहीं हुआ मूल्यांकन रिपोर्ट इस विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करती है कि इन आईडीपी के लिए 10000 और 25000 केन्याई मुद्रा जवाबदेही और निरंतरता का अभाव है और यहीं पर उन्होंने रुडी नाम्बुबानी नामक एक ऑपरेशन भी शुरू किया जो कि घर वापस आने का तरीके पर है क्योंकि हम उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी सुविधा किसी को कब तक प्रदान कर सकते हैं इसलिए संक्रमण शिविरों को शुरू में प्रदान किया गया है लेकिन फिर हम समर्थन प्रणाली को कैसे कम कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से कैसे स्वतंत्र कर सकते हैं यह वह जगह है जहां ऑपरेशन रूडी निंबानी घर वापसी की स्थापना की गई है और अस्थायी शिविरों को बंद करने के लिए इसे बढ़ावा दिया गया है यहां पर 50 से 4000 घरों ने स्वयं सहायता समूहों का आयोजन किया और भूमि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समूह के सदस्य ने अपने सरकारी नकद हैंडआउट्स का एक सांप्रदायिक निधि में योगदान दिया और स्थायी निपटान के लिए ग्रामीण भूखंड भूमि खरीदी और अपने टेंट के साथ वहां चले गए जिसका अर्थ है कि उन्हें जो भी नकदी प्रवाह मिला उनमें से कुछ ने समूह बनाने की कोशिश की उन्होंने कुछ पैसा लगाया और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कुछ प्लॉट खरीदे ताकि वे अपने टेंट के साथ वहां रह सके और ऐसा ही एक समूह नयानदारूआ है जिसने 4000 घरों की पंजीकृत सदस्यता प्राप्त की जिन्होंने लगभग 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और उन्होंने अपने स्वयं के शौचालय का निर्माण किया और पास की एक नदी से पानी प्राप्त किया बुनियादी सेवाएं एक महत्वपूर्ण कार्य है बस वहां रहने के लिए यह केवल एक आश्रय नहीं है बल्कि सेवा का पहलू भी है इस विशेष चरण में कार्यकाल एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि कमजोर लोगों को जो लाभार्थी हैं उनकी रूपरेखा करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार उनके समर्थन को कम करने की योजना बना रही है ताकि वे धीरे धीरे स्वतंत्र हो सकें जबकि जिला स्तर के योजना विभाग ने वास्तव में भूमि उपखंड और कार्यकाल के मुद्दों के लिए कुछ समूहों की सहायता की और ऐसे ही जिला जल प्राधिकरण ने भी बोरहोल के साथ सहायता की उनके लिए कुछ सेवा का बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा सकता है तो आप यहां देख सकते हैं कि आईडीपी वास्तव में कैसे आगे बढ़ी है और बाद में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कैसे धीरे धीरे कम हुई है आवास पुनर्निर्माण के संदर्भ में क्योंकि यह संक्रमणकालीन आश्रय केवल एक आदर्श नहीं है यह आपके उत्पाद तक सीमित नहीं है यह एक क्रिया प्रक्रिया और उत्प्रेरक है जो परिवारों में बाहरी सहायक पर निर्भरता में बदलाव करने में सक्षम है प्रत्याशित मालिकों पर संक्रमणकालीन आश्रय का प्रावधान भूमि की वापसी होगी यह वह जगह है जहां आपको उन्हें स्थिति से अवगत कराना है ताकि वे स्वतंत्र हो सके संक्रमणकालीन आश्रय की परिभाषा जो यह कहती है कि संक्रमणकालीन आश्रय संघर्ष या एक प्राकृतिक आपदा के बीच की अवधि के दौरान गोपनीयता और गरिमा के साथ रहने योग्य सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है समय कारक भी है इसलिए आपदा की घटना और घटना के बीच यह बताने के बारे में है इसलिए इस विशेष चरण में उन्हें कुछ गरिमा बुनियादी सेवाएं और सुरक्षा पहलू प्रदान करने की आवश्यकता है कोई भी लक्षित समूहों की पहचान कैसे कर सकता हैइसलिए उन्होंने तीन लक्षित समूह में वर्गीकृत किया उनमें से एक वे हैं जो अपने निवास स्थान पर वापस जाना चाहते हैं दूसरे जो लोग देश में कहीं और स्थानांतरित करना चाहते हैं और तीसरे वे जो अपने वर्तमान विस्थापन की जगह को एकीकृत करना चाहते हैं वे कैसे एकीकृत कर सकते हैं दूसरा पूर्व स्थान पर वापस जा सकते हैं तीसरा कहीं और जा सकते हैं और फिर इन समूहों को भूमि के आधार पर आगे विभाजित किया गया है जैसे कि क्या उनके पास जमीन है या फिर उनके पास जमीन नहीं है या फिर वह किसी जमीन को किराए पर देना चाहते हैं या देना चाहते हैं या फिर वह लोग जो जमीन को खरीदना चाहते हैं इस तरह उन्होंने अलग अलग श्रेणियों की पहचान की है आयरिश एनजीओ ने यू एन एच सी आर के साथ एक प्रकार का लक्ष्य और आश्रय कार्य समूह दिया है उन्होंने एक प्रकार की संयुक्त आश्रय रणनीति विकसित की है इस विशेष रणनीति ने कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया है जिन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए सबसे कमजोर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक लक्ष्य समूह चयन किया गया है चाहे वे महिला प्रधान घर हो या फिर बुजुर्गों का समूह हो या फिर वह लोग हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं सहायता एजेंसियों के बीच आश्रय अनुभव और डिजाइन निर्माण के ज्ञान की व्यापक रूप से बदलती डिग्री जिससे आश्रय समाधानों के बीच महत्वपूर्ण विचरण के साथ अपर्याप्त समाधान हो सकते हैं इसलिए संक्रमणकालीन आश्रय और अनिश्चितता के स्थायी प्रावधान और डिजाइन में भी अंतर है क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कैसे होने वाला है इसलिए टिकाऊ आश्रय अंत बिंदु अज्ञात था आप आश्रय प्रदान कर रहे हैं लेकिन वे कितने समय तक यहां रहने वाले हैं और यह कब तक चलने वाला है लोगों को कैसे जवाब देना है यह बहुत अनिश्चित है आश्रय के प्रावधान के साथ आजीविका सहायता को एकीकृत करने की भी आवश्यकता है क्योंकि यह केवल उस घर के लिए नहीं है जो हम प्रदान कर रहे हैं परंतु बाद में भी वे अपनी आजीविका कैसे चलाने वाले हैं और खेती की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले हैं और कैसे किसी से काम करवाने वाले हैं यह सभी आजीविका के पहलू हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए घरेलू चयन में लक्ष्य समूह की सहायता करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें लागू की गई हैं जहां वापसी के क्षेत्र में सुरक्षा जरूरी है क्योंकि पहले से ही राजनीतिक तनाव के कारण वे बहुत झटकों से गुजर चुके हैं पहली बात यह है कि हमें वापस घरेलू क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करनी है सभी लाभार्थियों का पंजीकरण जरूरी है घर वापसी की इच्छा हालांकि वे स्वेच्छा से वापस आ रहे हैं जमीन या मकान के स्वामित्व के सबूत जो जिला स्तर के कैडस्ट्रेस में आसानी से उपलब्ध थे चाहे उन्होंने कुछ जमीन खरीदी है या नहीं इस तरह से वे आपके द्वारा चुने गए घरेलू चयन देख सकते हैं समस्या यह है कि इस तरह की श्रेणियों के साथ सभी को समायोजित करना संभव नहीं है हो सकता है कि हर किसी ने जमीन की खरीद न की हो हर कोई जमीन खरीदने में सक्षम ना हो इसलिए संसाधनों की थोड़ी जटिल स्थिति है पूरे समुदाय के लिए वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं यह वह जगह है जहां केवल जरूरतमंद का चयन करने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के साथ आश्रय दिया जा सके और फिर आश्रय डिजाइन यह वह जगह है जहां मालिक संचालित प्रथाओं की पहले से ही कई आपदा और विस्थापन प्रथाओं में हिमायत की जाती है यह वह जगह है जहाँ हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम अस्थायी संरचनाओं को स्थायी घरों में उन्नत कर सकते हैं आश्रयों का स्थानांतरण या आश्रय सामग्री का निरर्थक पुन उपयोग कर सकते हैं यदि आप अस्थायी और स्थायी आश्रय बना रहे हैं तो हम इस सामग्री का पुन उपयोग कैसे कर सकते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं और जब उन्होंने डिजाइन की प्रक्रिया को विकसित किया था रिफ्ट वैली में मौजूदा आश्रय के प्रकारों पर विश्लेषण किया गया था वे बहुत ही सरल तकनीके हैं जैसे लकड़ी के खंभों वाले घर लकड़ी के ढांचे जिसमें संरचनात्मक खंबे जमीन में खोदे गए हैं और आमतौर पर देवदार का उपयोग कीट के हमले और सड़न से बचाव के लिए किया गया है इसलिए फर्श को संकुचित कर दिया गया हैदीवारों को मिट्टी या लकड़ी की छतों से बनाया गया है या कभी कभी लोहे की चादर या थैच के साथ बनाया गया है इसलिए अब आप जो देख सकते हैं ये सभी कुछ पारंपरिक स्वरूप हैं जिन्हें वे उस स्थान से इकट्ठा करने में सक्षम हुए हैं और कैसे वे उस लकड़ी के खंभे को शुरू करते हैं और फिर ढांचा बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह एक छोटे से कम लागत वाले घर को कैसे बनाया जाता है उन्होंने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को भी अपनाया है सहायता प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर आश्रय का निर्माण और निवास करने की क्षमता तो कितनी जल्दी कोई निर्माण कर सकता है अस्थायी आश्रयों को स्थायी घरों में उन्नत करने की कितनी क्षमता है इसलिए संक्रमण एक प्रकार के आश्रय से है इसे एक स्थायी आश्रय में कैसे उन्नत किया जा सकता है क्योंकि यहां हम घर की मजबूत गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं दूसरी श्रेणी में कल्पना करें तो आश्रय को अलग करने और विभिन्न साइट पर जाने की क्षमता कि अगर वे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ स्थानों पर एक जमीन मिली और हम वहां जाना चाहते हैं इसलिए हम वास्तव में इसे कैसे अलग कर सकते हैं और हम उसी चीज़ को फिर से कैसे बना सकते हैं आश्रय को अलग करने और स्थायी आवास पुनर्निर्माण में घटक का पुन उपयोग करने की क्षमता है हो सकता है कि कुछ घटक अभी भी स्थायी आश्रय पुनर्निर्माण में उपयोग कर सकते हैं विशिष्ट क्षेत्र मानकों से आश्रयों को विस्तारित करने की क्षमता विशिष्ट मालिक चालित के अनुरूप करने के लिए सेटअप के कुछ मानकों का मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है क्षेत्र के मानकों के आधार पर निम्नलिखित किट तैयार किया गया है एक है उन्होंने 18 वर्ग मीटर का एक जीवित स्थान विकसित किया है जो लगभग 5 व्यक्तियों के लिए 3 6 मीटर होगा फिर आश्रय सीधे जमीन पर स्थापित किया जाएगा संरचना के चारों ओर उचित जल निकासी के साथ उस मंजिल को ऊंचा किया जाएगा संरचनात्मक फ्रेम लकड़ी के खंभे से बनता है जबकि छत में नालीदार जस्ती लोहे की चादरें संरचना के लिए नमी और अन्य चीजों के कारण कील शामिल होंगे इसके बाद लाभार्थी अतिरिक्त नालीदार लोहे की चादरों मिट्टी और पुआल की ईंटों के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से दीवारों का निर्माण करेंगे यह वह जगह है जहाँ मूल रूप से यह संरचना प्रदान करता है और समुदाय वास्तव में उस आश्रय को अपनी व्यवहार्य सामग्री से भर सकते हैं आप जो देख सकते हैं वह जी ओ ए एल और यूएनएचसीआर के लिए इन दिशानिर्देशों पर आधारित है इस नकुलू स्थान में एक मूल बनाने और स्थानीय कारीगरों को अपग्रेड करने के लिए लाया गया था ताकि इस नाकुरु स्थान में एक मूल का निर्माण किया जा सके इसलिए यह एक तरह का पायलट परियोजना है जहां ऐसा करके उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया भी ली है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं यह एक रूप है जिसे आप एक आश्रय मूल के रूप में देख सकते हैं जिसमें एक लकड़ी का खंबा है और प्लास्टिक की चादरें चारों ओर बंधी हुई हैं फिर इस कारीगरों ने डिजाइन को संशोधित करना शुरू कर दिया पोल का आकार बहुत छोटा था और अपर्याप्त रूप से फैला हुआ था एक आवास फ्रेम ने रिफ्ट वैली की एक शानदार तकनीक का उपयोग किया और ऐसा करने से यह पूरा घटक भारी हो गया और आश्रयों की परिवहन क्षमता कम हो गई क्योंकि उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना बहुत मुश्किल हो गया लेकिन उन्नयन और सामग्री के पुन उपयोग में अधिक विकल्पों की पेशकश करने की क्षमता बढ़ गई इसने दिए गए आश्रय के साथ उन्नयन को बढ़ाने की गुंजाइश दी है उनमें से कई उन्होंने महसूस किया कि यह छोटा था लेकिन इस प्लास्टिक शीटिंग की शुरूआत में एक अस्थायी दीवार सामग्री है जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या के रूप में है उन्हें लगा कि यह टिकाऊ नहीं है लेकिन कुछ एजेंसियों ने इस सारी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया है और जब यह पूरा पायलट परियोजना खत्म हो गया है और यहीं से लाभार्थियों ने प्लास्टिक शीटिंग का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है लेकिन जब वे इस परियोजना को बढ़ाना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि सर्वेक्षण के 86 संक्रमण आश्रय पिछले घरों की तुलना में बड़े थे और यह वह जगह है जहां प्रतिक्रिया समायोजन के आधार पर मूल शरण से एक बिल की मात्रा निकाली गई है और जहां एक मानक आश्रय किट विकसित किया गया है इसके नाकुरु गोदाम में लगभग 497 आश्रय किट हैं अब प्रत्येक किट में 18 वर्ग मीटर का घर है जिसकी लागत लगभग 385 डॉलर है और जि ओ ए एल एजेंसी ने सभी सामग्रियों को सुलभ केंद्रीय बिंदुओं पर पहुंचाया और प्रति वितरण लगभग 120 किट दिए फिर समुदाय के सदस्यों ने ट्रक से सामान उतार दिया और सामग्रियों को किटों में विभाजित किया और प्रत्येक घर में वितरित करने की व्यवस्था की यह मूल रूप से एक केंद्रीय स्थान है फिर इसने मध्यवर्ती बिंदुओं को वितरित करना शुरू कर दिया और तब समुदाय के सदस्यों ने स्वयं के श्रम का उपयोग करके या गधों या ट्रैक्टरों या किसी भी सहायता से परिवहन के लिए खुद को सुविधाजनक बनाया इसलिए कारीगरों ने आश्रयों को स्थापित करने में लाभार्थियों की सहायता और गुणवत्ता की निगरानी की और तकनीकी सहायता प्रदान की लेकिन इनमें से अधिकांश किट 2 या 3 दिनों के लिए बनाई गई हैं यह एक बहुत ही त्वरित विकास प्रक्रिया है हम यह भी समझ गए हैं कि किसी भी आपदा में निजीकरण सांस्कृतिक कमियों के साथ साथ आर्थिक व्यवहार्यता और अवसरों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है लोगों ने जो विकसित करना शुरू किया वह निकट की ओर था इसलिए लोगों ने अपने घर को उन्नयन करने के लिए विकसित करना शुरू कर दिया लकड़ी के कट ऑफ का उपयोग करके इसमें लकड़ी के शिगल हैं शिगल कवर करने और स्थायी रूप देने की कोशिश करते हैं यह पुनःप्राप्त सामग्री के साथ किया हुआ एक प्रकार का आंशिक अपग्रेड है उनके पास जो कुछ मौजूद था वे उसके साथ विकसित हुए हैं अपनी व्यवहार्यता के साथ उन्होंने पिछली साइट से चीजें प्राप्त की हैं उन्होंने अपने आश्रयों में कुछ संशोधन किए हैं और एक महीने के भीतर 53 घर मालिकों ने अपने आश्रयों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और यह बहुत जल्दी है अगर एक महीने के भीतर इस तरह का परिवर्तन 53 है पहली प्राथमिकताएं दरवाजे दूसरी दीवारें और तीसरी खिड़कियां वेंटिलेशन पहलू थे और कुछ लाभार्थियों ने दीवारों दरवाजों और खिड़कियों के लिए अपनी खुद की लकड़ी खरीदी जैसा कि हमने देखा है कि यह पूरा सेट एक लकड़ी में है बाहरी रेखा और दीवारों की लाइन के लिए प्रदान की गई प्लास्टिक शीटिंग का उपयोग किया है वे प्लास्टिक शीट को साथ एक प्रकार का आंशिक कवर करते हैं दूसरों ने एक प्लास्टिक की चादर बेची और स्थानीय कारीगरों को काम पर रखने के लिए कच्ची दीवारें बनाईं उन्होंने इसे वापस बाजार में बेच दिया है और वे कुछ पैसे प्राप्त करने और लगाने में सक्षम हुए और कच्ची दीवारों का निर्माण किया और यह एक वृद्धिशील प्रक्रिया है जो प्रत्येक घर पर निर्भर करता है कि उनके पास किस तरह की आर्थिक व्यवहार्यता है उनकी जरूरतों और मांगों पर वे किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कुछ को आश्रय किट में दिए गए औजारों का उपयोग करके श्रम के लिए भुगतान किया गया कुछ ने घरेलू सामान खरीदने के लिए आश्रय पूरा होने के बाद अपने उपकरण बेचे इसलिए एक बार उपकरण बेचे जाने के बाद उन्होंने कुछ घरेलू सामान और साज़ सामान भी खरीदे इसलिए सरकार समझ गई है कि हाँ इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक संभावना है इसलिए अब उन्होंने 18 से 20 वर्ग मीटर बढ़ा दिया और मिट्टी और लकड़ी की स्थायी दीवारें विकसित की और उन्होंने लगभग 40000 कम लागत वाले घरों का निर्माण किया मार्च 2009 के अंत तक मुख्य रूप से यू एन एस सी आर और एमओएसएसपी की साझेदारी से लगभग 16240 निर्माण किए इसलिए यह एक बहुत बड़ी परियोजना है जापानी एजेंसियों और विभिन्न एनजीओ ने भी हमें इसके लिए समर्थन दिया है लेकिन जब आप इसके सैद्धांतिक समझ के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था आश्रय संज्ञा नहीं हैं यह एक प्रक्रिया है जैसा कि क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर का वर्णन है कि घर एक गतिविधि है जो धीरे धीरे बनती है उनसे जो उसके अंदर रहते हैं वे लोग जो इस पर बस उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना की उनमें सामर्थ्य है यह तब शुरू होता है जब आप वास्तव में अपने स्थान को निजीकृत करना शुरू करते हैं जब आप इसमें रहना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको क्या चाहिए और तदनुसार घर के भीतर और आसपास के लोग इसमें संशोधन करना शुरू करते हैं जॉन एफ सी टर्नर द्वारा मेक्सिको में किए काम लोगों द्वारा बनाए गए आश्रय पर विशेष टिप्पणियां है इसलिए यह वह जगह है जहां वह इस दृष्टिकोण से प्राप्त उपयोग मूल्य के बारे में बात की जा रही है जो बाजार मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि उपयोगकर्ता के लिए आवास उससे अधिक महत्वपूर्ण है एक घर में आदमी कैसे विकसित होता है यह एक उत्पाद नहीं है प्रक्रिया है और उन्होंने यह देखा कि बाजार की तुलना में उपयोगी मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है और इसी तरह जॉन हैब्रैकन निर्णय लेने के 3 स्तरों पर समर्थन करता है एक ऊतक और आधार निर्माण है ऊतक शहरी रचना और समर्थन बेस बिल्डिंग को संदर्भित करता है और फिटआउट का तात्पर्य इन्फिल्ट से है लोगों ने अपने घरों में जो कुछ भी किया है ऊतक एक बड़ी सामग्री है क्योंकि यह एक और समर्थन के नियमित रूप से बदल जाएगा यह बहुत बार बदलता रहता है और उपखंड की प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक स्तर के साथ अंतराफलक करने की अनुमति देती है जो उनके लिए प्रासंगिक है प्रत्येक समुदाय इन विभिन्न 3 श्रेणियों के लिए कैसे प्रतिक्रिया करता है वे उपभोक्ता या घराने जो इनफिल स्तर पर काम करते हैं हाउसिंग निगम या एक समर्थन स्तर पर विकास एजेंसी या नगर पालिका टिशू स्तर पर काम करते हैं और इसी तरह इमारतें भी अनिवार्य रूप से 6 समयबद्ध परतों से बनी होती हैं यह स्थान समय की घटना है जिसके बारे में इयान बेंटले भी बात करते हैं एक साइट है जो आम तौर पर बदलती नहीं है हालांकि कुछ इमारतें परिवहन योग्य हैं संरचना नींव और बोझ असर तत्व को बदलना महंगा है क्योंकि संरचना में एक बार यदि आप नींव को सेट करते हैं तो इसे बदलना बहुत मुश्किल है आप प्रीफ़ैब की दीवारों को बाहर निकाल सकते हैं दीवार तोड़ सकते हैं इसलिए लोग आमतौर पर ऐसा करने से बचने की कोशिश करते हैं बाहरी परत 20 साल या उससे अधिक समय तक बदली जा सकती हैं जबकि एक इमारत इलेक्ट्रिक्स प्लंबिंग की कार्य करने वाली सेवाएँ जो समय समय पर खराब हो जाती हैं इसलिए आपको समय समय पर इसके रखरखाव की आवश्यकता होती है एक स्थान योजना आंतरिक नक्शा जहां दीवारें छत फर्श और दरवाजे हर 3 साल में बदल सकते हैं लेकिन यह 30 साल तक वही रहते हैं और सामान फर्नीचर के मध्यवर्ती तत्व उपकरण मासिक या दैनिक भी बदले जा सकते हैं इसी तरह इयान बेंटले इस बारे में भी बात करते हैं कि अंतरिक्ष की विभिन्न परतें अंतर्निहित स्थलाकृति प्राकृतिक प्रणाली सार्वजनिक लिंकेज प्रणाली भूखंडों इमारतों और घटकों पर कैसे बदलती हैं जो अलग अलग पहलुओं पर बदलते हैं एक बार एक किट विकसित होने के बाद यदि यदि स्वामी द्वारा संचालित प्रक्रिया में एक मानक संरचना स्वीकार्य है और इस तरह का हस्तक्षेप बजटीय की तुलना में अपग्रेड करने योग्य अस्थायी आश्रय है मानकीकृत किटों की खरीद और वितरण अपेक्षाकृत छोटा सरल ऑपरेशन है यदि हस्तक्षेप स्थायी निर्माण है तो अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर तैयार किए गए मानकीकृत संरचनात्मक विकल्प को मानक बिल की मात्रा में विकसित किया जा सकता है और कुंजी चरण अनुदान संवितरण सेट किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक चरण में हमें धन आवंटन को भी देखना होगा जबकि अभी भी ढांचा और स्थान योजना के रचना पर नम्यता की अनुमति है एक मूल कोड आवास अवधारणा है और हम इसके भीतर विभिन्न विकल्पों को कैसे दर्ज़ करते हैं यह पूरी तरह से बीस्पोक दृष्टिकोण की तुलना में पेशेवर संसाधनों और समय पर बहुत हल्का है और हमें यह समझना होगा कि जब हम इस तरह के गरीब समुदायों के साथ काम कर रहे हैं तो आजीविका ढांचे को भी देखना होगा यह केवल एक आश्रय नहीं है यह वह जगह है जहां स्थायी आजीविका ढांचे के लिए ए एस ए एल फ्रेमवर्क बहुत उपयुक्त है क्योंकि कैसे एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक सामाजिक समूह कुछ संसाधनों तक पहुँचने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है चाहे वह सामाजिक आर्थिक मानवीय प्राकृतिक राजनीतिक हो जो भी संसाधन है वे कैसे उपयोग करने में सक्षम हैं एक तरफ उन्हें पहले से ही भेद्यता संदर्भ के अधीन किया जाता है जो उनकी क्षमताओं पर कुछ प्रभाव डालेंगे आप इस संसाधन के उपयोग करने की क्षमता को जानते हैं वे कैसे संरचनाओं और प्रक्रियाओं को बदलते हैं चाहे वे नियामक ढांचे के रूप में हों चाहे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रूप में और फिर वे अपनी आजीविका के अवसरों का निर्माण कैसे करते हैं और यह वह जगह है जहां हम अधिक आय के बारे में बात करते हैं अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं भेद्यता को कम करते हैं खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं जैसे कि रूपरेखा का पूरा सेट है जो वास्तव में एक व्यक्ति या एक समूह या एक समुदाय के साथ काम कर सकता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जब हम संक्रमणकालीन आश्रय को देख रहे हैं और साथ ही जब वे वास्तव में मालिक द्वारा संचालित प्रक्रिया को देख रहे हैं तो आपको पूरे संसाधनों और उनके भेद्यता संदर्भ को समझने की आवश्यकता है हम इस प्रक्रिया को कैसे सक्षम कर सकते हैं यह वह वित्त है जो सक्षम दृष्टिकोण है जो आवास के लिए अड़चन को मान्यता देता है जो वित्त तक सीमित पहुंच बनाता है इसलिए हमने नकदी प्रवाह के बारे में बात की हमने इस बारे में बात की कि किस तरह हम एक मंच पर पहुंच सकते हैं कैसे हम वित्तीय संवितरण प्रदान कर सकते हैं हम भूमि की पहुंच और कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं जो सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के किसी भी प्रावधान के लिए आवश्यक शर्तें हैं इसके अलावा श्रम सामग्री के एक प्रमुख लागत निहितार्थ हैं और अनुचित निर्माण नियम भी आवास के उत्पादन में प्रवेश कर सकते हैं इसलिए कानूनी ढांचा जहां हम सरकार के बारे में बात करते हैं कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा के माध्यम से आवास प्रावधान के लिए सक्षम वातावरण के निर्माण में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हम नियामक प्रक्रिया में स्वदेशी सामग्रियों को कैसे समायोजित कर सकते हैं यह सभी बिल्डिंग कोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और लोगों और शासन जहां हम इस बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए कैसे संलग्न कर सकते हैं राष्ट्रीय नीति योजना और कार्यान्वयन आवास परियोजनाओं की निगरानी सेवाओं और व्यापक राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन कर सकते हैं हमारे पास यह पूरा ढांचा वास्तव में सहभागी मालिक संचालित प्रक्रिया को सक्षम बनाता है भले ही यह एक संक्रमणकालीन हो हम इसे कैसे विभिन्न तरीके से कैसे संलग्न कर सकते हैं और आप वास्तव में इस तरह समर्थन प्रणाली दे सकते हैं यह धीरे धीरे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का कारण बन सकता है क्योंकि वे आत्म विश्वसनीय हैं वे अपनी प्रणाली बना कर उस प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं हमें इसकी प्रगति करने के लिए थोड़ी सहायता प्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता है मुझे आशा है कि आपको केन्या में संक्रमणकालीन आवास पर एक बेहतर विचार मिला